वस्तु उन्मुख विश्लेषण और डिज़ाइन के मॉड्यूल 25 में आपका स्वागत है हम USE CASE आरेखों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने सभी प्रमुख घटकों को देखा है जो use case आरेख का गठन करते हैं इसलिए इस मॉड्यूल में हम छुट्टी प्रबंधन प्रणाली विनिर्देश का विश्लेषण करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन use cases की पहचान की जा सकती है और एक साथ रखी जा सकती है और हम पहले स्तर पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे बहुत ही अस्थायी use case में LMS प्रणाली का आरेख लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर ध्यान केंद्रित करूँ हम पहले से चर्चा किए गए use case आरेखों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का पुनरावर्तन करें यह इस मॉड्यूल की रूपरेखा होगी तो निश्चित रूप से जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्य कार्य अभिनेताओं use case और रिश्तों की पहचान के संदर्भ में होंगे तो पहले पुनर्पूंजीकरण है तो यह सिर्फ उस चीज पर आधारित है जो हमने पहले वाले मॉड्यूल में किया था इसलिए यह एक use case उदाहरण है न कि जिस पर हमने पहले चर्चा की है तो यह एयरलाइंस काउंटर पर चेकिंग की तरह है और संभावनाएं हैं कि आप एक ग्रुप चेकिंग कर सकते हैं अगर आप एक साथ किसी टूर पर जा रहे हैं या आप एक अलग अलग चेकिंग कर सकते हैं वास्तव में इसमें सामान की जाँच करना और इससे पहले कि आप उड़ान में उतर सकें आपको सुरक्षा स्क्रीनिंग की आवश्यकता होगी तो ये विभिन्न use case हैं जो मौजूद हैं इसलिए उनमें से प्रत्येक के लिए हम निर्दिष्ट करते हैं कि यह use case नाम है यह हिस्सा वह है जहां आप अधिक अतिरिक्त नोट आदि डाल सकते हैं हम दो अभिनेताओं की पहचान करते हैं यह एक यात्री है जिसे हम व्यावसायिक अभिनेता कहते हैं और यह एक अन्य जो एक टूर गाइड है इसलिए यह तब होता है जब निश्चित रूप से कुछ लोगों के समूह को किसी विशेष दौरे के लिए जांच करने की आवश्यकता होती है इसलिए हम जिस तरह की चीजों की उम्मीद कर सकते हैं वह है एक चेक इन और व्यक्तिगत चेक के बीच एक सम्मिलित संबंध है जिसका अर्थ है कि यदि 5 लोगों को चेक करना है तो कि इसका मतलब है कि उनमें से हर एक को चेक करना जरूरी होगा तो यह एक सम्मिलित संबंध है जो कहता है कि समूह की जाँच करने में सक्षम होने के लिए व्यक्तिगत जाँच को पूरा करना आवश्यक है इसी प्रकार हम यह देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जाँच और सामान की जाँच के बीच विनिमय संबंध है यह एक क्यों विनिमय संबंध है क्योंकि अगर कोई उड़ान के लिए जाँच कर रहा है तो वह व्यक्ति वैकल्पिक सामान की जाँच करने के लिए कुछ सामान ले जाएगा या नहीं यह हर यात्री नहीं है सिर्फ कुछ यात्री एक बैग के साथ उड़ान भर सकते हैं और उन्हें चेक इन करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इस संबंध का विस्तार संबंधों द्वारा किया जाता है तो एक विस्तार बिंदु पर व्यक्तिगत जांच जो संभवतः यहां नहीं दर्शाई गई है जिसमें कहा गया है कि सामान के मामले में use case में सामान की जांच होगी फिर यहाँ एक और है अब कुछ और जो हम यहां ग्रहण कर सकते हैं वह अभिनेता टूर गाइड और यात्री के बीच एक विशिष्ट संबंध है क्योंकि कोई भी टूर गाइड हो सकता है एक यात्री उसी समूह के साथ यात्रा कर सकता है लेकिन एक यात्री को टूर गाइड जरूरी नहीं है तो एक टूर गाइड वह सब कर सकता है जो यात्री कर सकता है टूर गाइड व्यक्तिगत रूप से चेक इन कर सकता है सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरेगा लेकिन यह संभव नहीं है यह एक यात्री अच्छी जाँच नहीं कर सकता है इस प्रकार इस सामान्यीकरण से जो हम यहां दिखा रहे हैं उन अभिनेताओं के बीच विशेषज्ञता का संबंध है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से अभिनेता use cases से जुड़े हैं इसलिए टूर गाइड उस समूह की जाँच से जुड़ा है जो इस एसोसिएशन लिंक द्वारा चिह्नित है यात्री अलग अलग जाँच से जुड़ा है जो इस एसोसिएशन लिंक द्वारा चिह्नित है और हम यह भी देख सकते हैं कि एसोसिएशन के दोनों छोर पर अंत में कई गुण हो सकते हैं बहुलता का अर्थ है कि कितने अलग अलग कलाकार कितने अलग अलग उपयोग के मामलों को जोड़ सकते हैं तो यहां हम कहते हैं कि यह 1 डॉट स्टार है जिसका अर्थ है कि किसी भी संख्या में एक से अधिक संख्या और यहाँ यह एक है तो यह कहता है कि किसी भी संख्या में यात्रियों कम से कम एक यात्री को होना है लेकिन किसी भी संख्या में यात्री सुरक्षा स्क्रीनिंग के माध्यम से जा सकते हैं इसी तरह यात्री अभिनेता और व्यक्तिगत जाँच उपयोग मामले के बीच संबंध के इस मामले में 1 डॉट डॉट स्टार का मतलब है कि कोई भी यात्री व्यक्तिगत रूप से जांच कर सकता है यहाँ एक का उल्लेख नहीं किया गया है यदि इसका उल्लेख नहीं किया गया है तो इसका मतलब हमेशा एक होना है तो यह गुणन कहलाता है आप और क्या निरीक्षण करते हैं हम मानते हैं कि एक बाउंडिंग बॉक्स है जो इस सभी उपयोग मामलों को एक साथ रखता है यह बाउंडिंग बॉक्स दुनिया की कथित सीमा है जिसे हम मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे अक्सर व्यापार सीमा कहा जाता है और या use case आरेख का विषय जो पूरे सिस्टम को बांधता है और आमतौर पर इस विषय को पहचानने के लिए एक नाम व्यापार सीमा होगा और हम पाएंगे कि हमेशा अभिनेता इस व्यवसाय की सीमा के बाहर होंगे क्योंकि वे सिस्टम की गतिशीलता के अंदर नहीं हैं वे आते हैं और सिस्टम के साथ बातचीत करते हैं कि वे किस तरह की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं यह सिर्फ एक और उदाहरण देख रहा है यह केवल एक विशिष्ट इंटरनेट आधारित खरीदी प्रक्रिया का एक उदाहरण है तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास एक अभिनेता है जो ग्राहक है यदि आप एक काउंटर खरीद रहे हैं तो एक अभिनेता है इसलिए एक और अभिनेता है जो क्लर्क है एक अभिनेता है जो प्रशासक है और कुछ अभिनेता है जैसे भुगतान सेवा और मॉडल से ही आप यह पता लगा सकते हैं कि ग्राहक क्लर्क और प्रशासक मानव अभिनेता हैं यह भुगतान सेवा एक गैर मानव अभिनेता है जो इसमें प्रणाली मे शामिल है use cases विशिष्ट use case एक चेक आउट है जो आपके द्वारा वस्तु की पहचान करने और उन्हें अपने कार्ड में रखने के बाद है चाहे वह वर्चुअल कार्ड हो या दुकान पर एक कार्ड हो आप भुगतान काउंटर पर जाते हैं और आप यह कहते हुए ऑर्डर देने का प्रयास करते हैं कि मैं इन चीजों को खरीदना चाहता हूं और मैं ऑर्डर दे रहा हूं और मैं आवश्यक भुगतान कर दूंगा स्वाभाविक रूप से यदि आप चेक आउट करते हैं तो चेक आउट से जुड़े अन्य अभिनेता क्लर्क हो सकते हैं यह कोई बात नहीं हो सकती है यदि आप सिर्फ एक इंटरनेट प्रकार का लेन देन कर रहे हैं जिस स्थिति में क्लर्क फिर से एक गैर मानव अभिनेता बन सकता है लेकिन काउंटर क्लर्क एक मानव अभिनेता है तो क्लर्क को चेक आउट में भाग लेना होगा क्योंकि वह उन सामानों को स्वीकार करता है जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और आपके लिए ऑर्डर तैयार करते हैं निश्चित रूप से चेक आउट में भुगतान शामिल होगा क्योंकि आपको भुगतान किए जाने तक सामानों के साथ दूर जाने की अनुमति नहीं है इसलिए चेक आउट USE CASE की कार्यक्षमता को पूरा करने के लिए आपको भुगतान USE CASE की कार्यक्षमता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है अब भुगतान यह मानते हुए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं उसे भुगतान गेटवे बैंक और वीज़ा जैसे भुगतान गेटवे की आवश्यकता होगी इस तरह के मास्टरकार्ड में इस तरह का हिस्सा लें और भुगतान करें तो आप इस एसोसिएशन के माध्यम से भुगतान सेवा और भुगतान use case के बीच एक जुड़ाव देख सकते हैं इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को कुल मंजिल का प्रबंधन करने के लिए कुछ use case हो सकता है और प्रशासक वह अभिनेता है जो इसे प्रबंधित करने से जुड़ा होगा प्रशासक सीधे अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे इसलिए यदि हम संघों को देखते हैं तो ग्राहक चेक आउट के साथ जुड़ा हुआ है और बहुलता को अच्छी तरह से समझा जाता है कि कोई भी ग्राहक चेक आउट कर सकता है फिर भुगतान सेवा एक भुगतान सेवा कई भुगतानों से जुड़ी होती है और यहां आप ध्यान दे सकते हैं कि बहुलता में शून्य शामिल है जिसका अर्थ है कि भुगतान use case वास्तव में भुगतान सेवा का उपयोग नहीं कर सकता है उदाहरण के लिए यदि आप नकद के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो यह सिर्फ नकद काउंटर है तो यह इस तरह का अर्थ है कि बहुलता आपको दे सकती है और इस साइट पर एक विस्तारित संबंध है जहां चेक आउट करते समय आपको कुछ मदद की आवश्यकता हो सकती है उदाहरण के लिए कुछ वस्तु में एक उचित बार कोड नहीं हो सकता है और वस्तु कोड वगैरह के लिए कुछ एक्जीक्यूटिव को बुलाया जाना चाहिए इसलिए आपको विभिन्न प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो सकती है लेकिन आपको उन्हें एक नियमित प्रक्रिया के रूप में आवश्यकता नहीं है आपको कुछ शर्तों के तहत वैकल्पिक रूप से उनकी आवश्यकता है और इसलिए चेक आउट के लिए मदद एक विस्तारित use case है पूरी प्रणाली इस प्रणाली सीमा इस आयत के भीतर आती है और इसे चेक आउट का एक विषय नाम दिया जाता है इसलिए यह एक अलग प्रणाली का एक और उदाहरण है जिसमें दिखाया गया है कि use cases को कैसे किया जा सकता है इसलिए मैं केवल उन सभी मामलों को समेकित करना चाहता था जो हमने use case आरेख के संदर्भ में सीखे हैं दो परिदृश्यों के संदर्भ में एयरलाइंस चेक इन करते हैं और एक खरीद के संदर्भ में आपको दिखाते हैं कि आमतौर पर आपको use case आरेख का निर्माण कैसे करना चाहिए उस प्रणाली के लिए जिसका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं अब हमें उन कार्यों पर जल्दी से नज़र डालनी चाहिए जो LMS के लिए ज़रूरी हैं उपयोग केस आरेख बनाने के लिए आपको अभिनेताओं की पहचान करने की आवश्यकता है हमने पहले ही संज्ञा के भाषाई विश्लेषण के साथ इस गतिविधि को शुरू कर दिया है यहां एक ही चीज की आवश्यकता होगी इसलिए हमने जो विश्लेषण किया है हम उन पर गौर कर सकते हैं और प्रबंधक जैसे विभिन्न अभिनेताओं की पहचान करने की कोशिश कर सकते हैं जैसे लीड जैसे कार्यकारी या यहां तक कि कर्मचारी और इस तरह लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा पहचाने जाने वाले सभी संज्ञा अभिनेता नहीं हो सकते हैं उदाहरण छुट्टी यह एक अभिनेता नहीं हो सकता क्योंकि छुट्टी पर कार्रवाई की जाती है आप छुट्टी से निपटते हैं इसलिए यह एक विषय बन जाता है कि आप क्या करते हैं लेकिन छुट्टी एक ऐसी चीज नहीं है जो एक कार्रवाई शुरू करती है जो आपको एक कार्यक्षमता प्रदान करती है इसलिए यह केवल यह नहीं है कि आप संज्ञा की तलाश करते हैं उदाहरण के लिए दूसरा sys व्यवस्थापक हो सकता है जो एक अभिनेता हो सकता है लेकिन न केवल आप उन संज्ञाओं की तलाश करते हैं बल्कि उस विश्लेषण से भी आपको आगे की प्रक्रिया करनी होगी इनमें से कौन वास्तव में कुछ use cases पर कार्य कर सकता है इसका कारण स्वाभाविक रूप से हम बाद में जो देखेंगे वह अभिनेता की पहचान है और USE CASE की पहचान को निकटता से संबंधित होना होगा इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो ये अलग अलग संज्ञाएं हैं क्योंकि हम इससे पहचान सकते हैं अब इनके आधार पर हम यहाँ अभिनेताओं का अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं मानव कलाकार कार्यकारी नेतृत्व और प्रबंधक हैं गैर मानव कलाकार प्रिंटर हो सकते हैं sys व्यवस्था पक यहाँ से संबंधित हो सकते हैं या यहाँ भी हो सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार के sys व्यवस्था पक हैं चाहे वह केवल बैच व्यवस्था पक प्रक्रिया हो या यह एक इंसान हो और निश्चित रूप से sys व्यवस्थापक प्रकार के अभिनेता माध्यमिक होते हैं क्योंकि वे सिस्टम में अवकाश प्रबंधन की प्राथमिक कार्यक्षमता प्रदान नहीं करते हैं जबकि ये मानव कलाकार कार्यकारी मुख्य प्रबंधक भी हमारे वर्गीकरण के संदर्भ में हैं प्राथमिक कलाकार भी हैं इसलिए हम इस विश्लेषण के माध्यम से जा सकते हैं और फिर विनिर्देश के आधार पर और हमारी समझ के आधार पर हम सिस्टम में इन सभी अलग अलग नामित अभिनेताओं को वर्गीकृत कर सकते हैं और तदनुसार हम मानव और गैर मानव अभिनेताओं के लिए आइकन चुन सकते हैं दूसरा उपयोग मामलों की पहचान कर रहा है इसलिए हम LMS के लिए use cases की पहचान करने की कोशिश करेंगे और use case मूल रूप से है जैसा कि मैंने कहा कि एक कार्रवाई है इसलिए हम पहचान करने की कोशिश करके शुरू करेंगे यदि यह एक क्रिया है तो विनिर्देश को किसी प्रकार की क्रिया के साथ जोड़ना होगा इसलिए हम उन क्रियाओं की एक सूची के साथ शुरुआत करने का प्रयास करेंगे जिन्हें हमने विनिर्देश से निकाला था और मैं केवल उस सूची का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें सिर्फ स्टेम है क्रियाओं के सभी अलग अलग योग्य और derived रूप नहीं हैं तो इस पर हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग क्रियाएं हैं जो अनुमोदन अफसोस अनुरोध करती हैं निरस्त हो जाती हैं वास्तव में आप देखेंगे कि लगभग सभी क्रियाएं किसी न किसी तरह से या अन्य use cases का प्रतिनिधित्व करती हैं अब निश्चित रूप से यह मॉडलर के डिजाइनर के निर्णय का विषय है कि आप जो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं वह एक use case है और आप सिर्फ उपेक्षा करना चाहते हैं एक उदाहरण के रूप में मैं सिर्फ क्रिया के काम पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इसलिए विनिर्देश की शुरुआत में हमारे पास एक बहुत छोटा संदर्भ है कि कर्मचारी संगठन में काम करते हैं और निश्चित रूप से हम यह भी समझते हैं कि जब तक वे काम नहीं करते तब तक संगठन में कर्मचारी क्यों हैं लेकिन सवाल यह है कि हम जिस LMS प्रणाली को देखने की उम्मीद करते हैं वह काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्थिति है मैं शायद नहीं कहूंगा भले ही संगठन के जीवित रहने के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण use case है या जहां अधिकांश कलाकार विशेष रूप से मानव कलाकार अधिकांश समय शामिल होंगे लेकिन अवकाश मैनेजमेंट सिस्टम के नजरिए से काम करना महत्व का नहीं है काम करना या बेकार होना या कोई कर्मचारी कितना उत्पादक कर्मचारी है ऐसे कारक हैं जो संगठन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन लिफ्ट प्रणाली के संदर्भ में क्रिया का उपयोग use case के साथ संबद्ध नहीं हो सकता है इसलिए विनिर्देश का एक पूरा निर्णय और पुनरीक्षण संशोधन है जो वास्तव में इसे ध्यान से बाहर ले जाने में शामिल है इसलिए यदि आप इसके माध्यम से पढ़ते हैं तो उस उन्मूलन के बाद भी आप संभवतः क्रियाओं के इन सेटों के साथ आएंगे जिन्हें दैनिक उपस्थिति प्रक्रिया जैसे use cases के लिए LMS प्रणाली की कार्यक्षमता के रूप में माना जाना चाहिए अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध अवकाश रद्द करना अवकाश रद्द करना अवकाश प्राप्त करना और मेडिकल रिपोर्ट की जाँच करना अन्य रिपोर्ट और अन्य सहायक उपयोग के मामलों की जाँच करना यह हम फिर से नहीं सोच सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण USE CASE हैं जैसे अनुरोध अनुमोदन और इसी तरह और कुछ लोग डेबिट क्रेडिट जैसे समर्थन कर रहे हैं जो भी होने चाहिए लेकिन यह मुख्य रूप से सिस्टम के use cases में दिखाई नहीं देते हैं इसलिए हम इस तरह की क्रियाओं की सूची के साथ आएंगे जिन्हें use cases में कहा जा सकता है आगे हमें रिश्तों की पहचान करने की जरूरत है संज्ञा और क्रिया के विश्लेषण और विनिर्देश की समझ के द्वारा अभिनेताओं और use cases की पहचान की प्रक्रिया अपने आप में एक अच्छी अंतर्दृष्टि को जन्म देती है कि रिश्ते को कैसे देखा जाना चाहिए इसलिए रिश्ते मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं विस्तार और सामान्यीकरण शामिल हैं इसलिए शामिल करने के लिए हमें उस प्रत्येक use case को देखना होगा जिसे हम रखना चाहते हैं चाहे वह use case पूरी तरह से स्वयं निहित हो यदि ऐसा नहीं है तो हमें यह ध्यान में लाना की आवश्यकता है कि क्या अन्य use case हो सकते हैं जिन्हें इस USE CASE की कार्यक्षमता को पूरा करने की आवश्यकता है और इस विश्लेषण के लिए कि क्या उन्हें कार्यक्षमता की आवश्यकता है एक अन्य use case के साथ पूरा हो जाएगा इस अभ्यास को करने के दौरान संबंध और मन को शामिल करें यह भी संभव है कि उदाहरण के लिए यदि हम सिर्फ मुझे एक बार के लिए वापस जाने के लिए उपयोग किए गए क्रिया मामलों में जाते हैं तो ये उपयोग किए गए मामले हैं जिन्हें हमने देखा है अब इसमें हमारे पास use case नहीं है जिसे वैध अवकाश कहा जाता है मुझे लगता है कि हमारे पास यह नहीं है हमारे पास यह सभी अलग अलग use case हैं और यदि आप वास्तव में विनिर्देश पढ़ते हैं कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि विनिर्देश में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है और इसलिए जब हम क्रियाओं की तलाश करते हैं तो हमने एक क्रिया नहीं देखी थी जैसे सत्यापन या जांच घटित हो रहा है और इसलिए हम चूक गए लेकिन एक बार जब हमने कार्यक्षमता को देखने की कोशिश की और हमने अनुरोध की कार्यक्षमता को देखने की कोशिश की तो हम पाते हैं कि मैं छुट्टी के लिए अनुरोध कैसे कर सकता हूं जब तक कि अनुरोध मान्य न हो उदाहरण के लिए यदि मैं छुट्टी के प्रकार के आधार पर हूं तो मैं उदाहरण के लिए आवेदन कर रहा हूं यदि आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन कर रहा हूं और यदि यह लगातार 4 दिनों से अधिक समय तक चलता है तो हम विनिर्देश से जानते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है यदि मैं चिकित्सा अवकाश बीमार अवकाश के लिए आवेदन कर रहा हूं और मुझे मान्य रिपोर्ट का समर्थन नहीं है तो यह निरंतर नहीं होगा इसलिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां और उप कार्य हैं जिन्हें करने की आवश्यकता होगी इसलिए यदि आप छुट्टी के लिए अनुरोध करते हैं या यदि आप अनुमोदन करते हैं तो छुट्टी स्वीकृत करना चाहते हैं तो आपको यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या यह विचाराधीन छुट्टी वैध है या नहीं तो यह एक use case है जिसे हमने विश्लेषण की प्रक्रिया में खोजा और यह स्पष्ट रूप से विनिर्देशों में उन शब्दों में नहीं बताया गया है और हम उन्हें यहां शामिल करने की कोशिश करते हैं इसलिए मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि आवश्यक रूप से शामिल संबंध फिर से उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा है यदि आप ऐसा नहीं करते हैं यदि आप कम संख्या में शामिल रिश्तों की पहचान करते हैं क्योंकि आप उन्हें विनिर्देश दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से नहीं पा सकते हैं तो परिणाम यह हो सकता है कि छुट्टी का अनुरोध उस सभी कॉर्ड को डाल दिया जाए जो एक छुट्टी को मान्य करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई और स्वीकृत अवकाश को उन सभी को फिर से अपनी कार्यक्षमता के रूप में डुप्लिकेट करना होगा जबकि वास्तव में वे विभिन्न प्रकार के छुट्टियो को मान्य करने की समान कार्यक्षमता हैं इसलिए पुन उपयोग को बढ़ाया जाएगा अगर हम ऐसे use cases की पहचान कर सकते हैं जिन्हें एक या एक से अधिक मामलों में शामिल किया जा सकता है और पुन उपयोग में सुधार कर सकते हैं और सिस्टम में एक बेहतर मॉड्यूलरिटी ला सकते हैं दूसरा विस्तार की स्थिति है जो यह तय कर रही है कि use case में क्या हमारे पास सशर्त व्यवहार है इसलिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस मामले में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मंजूर है इसलिए मैं एक USE CASE को अनुमोदित करना चाहता हूं जो कि एक बहुत ही उचित औचित्य है जो एक बुनियादी कार्यक्षमता है इसलिए यह एक use case होगा अब मुझे लगता है कि अगर किसी को अनुमोदन करना है तो मैं दस्तावेज़ पर वापस जाता हूं अगर किसी को अनुमोदन करना है तो क्या अनुमोदन आँख बंद करके किया जा सकता है अब आपको लगता है कि इस स्वीकृत अवकाश में पहले से ही एक वैध अवकाश शामिल है इसलिए सिस्टम ने पहले ही मान्य कर दिया है कि अवकाश की अवधि छुट्टी के प्रकार उस विशेष कर्मचारी को छुट्टी की उपलब्धता और इसी तरह पहले से बदल चुकी छुट्टी की बुनियादी संरचना के अनुसार छुट्टी तो क्या यह है कि सभी छुट्टी के लिए यदि यह वैध है तो नेतृत्व नेत्रहीन रूप से जा सकता है और अनुमोदन कर सकता है बशर्ते कि नेतृत्व उस अवधि के दौरान कर्मचारी की अनुपस्थिति के साथ ठीक है या आगे use case होने की आवश्यकता है उपयोग किया गया और हम पाते हैं कि कुछ छुट्टी की अन्य शर्तें जुड़ी हुई हैं और यह चिकित्सा अवकाश की स्थिति है बीमार छुट्टी जैसा कि हम उल्लेख करते हैं मातृत्व अवकाश माता पिता की छुट्टी आदि इसलिए अगर मैं स्वीकृत अवकाश के बारे में बात करना चाहता हूं तो उसे चिकित्सा अवकाश या बीमार अवकाश के मामले के लिए माता पिता की छुट्टी के मामले के लिए इसे आगे सशर्त प्रसंस्करण शामिल करना होगा जो अन्य प्रकार के अवकाश स्वीकृत करने के लिए लागू नहीं है और वह है इस तरह की स्थिति जो सशर्त वैकल्पिक उपयोग के मामलों को जन्म देती है और यह वास्तव में विस्तारित व्यवहार है तो आप जिस विशेष व्यवहार को देख रहे हैं उसके विस्तार के व्यवहार की पहचान करने के मामले में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ एक सामान्य प्रसंस्करण या एक सामान्य use case में कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है सशर्त पर विस्तार के रूप में पहचाने और उपयोग किए जाने के लिए बहुत विशिष्ट उप उपयोग मामलों की आवश्यकता हो सकती है आधार और वह उदाहरण है हमने पहले भी इस विशेष उदाहरण पर चर्चा की थी लेकिन यह प्रक्रिया है जो आप करते हैं शर्तों की पहचान प्रक्रिया जो आप मॉडल में विस्तारित संबंध निकालने के लिए करते हैं सामान्यीकरण निश्चित रूप से हर जगह है use cases का सामान्यीकरण इस बात की तलाश करेगा कि एक बार आपकी पहचान हो जाने के बाद यह होना चाहिए कि आप जितने उपयोग के मामलों की पहचान करने का प्रयास कर सकते हैं और फिर आप यह देखने का प्रयास करें कि विभिन्न उपयोग के मामलों के बीच अगर कुल जमा या उपयोग की कुल समानता है एक कार्यकारी के लिए छुट्टी के निर्यात और एक प्रबंधक के लिए छुट्टी के निर्यात के संदर्भ में आपके पास व्यवहार हो सकता है आप देखते हैं कि इस USE CASE का यह व्यवहार निर्यात प्रबंधक अवकाश के व्यवहार में पूरी तरह से निर्वाहित है या दूसरे शब्दों में निर्यात प्रबंधक अवकाश को संभवतः कुछ चीजें अतिरिक्त करने की आवश्यकता है लेकिन अन्यथा यह निर्यात कार्यकारी अवकाश की तरह है और जिस तरह से हम वर्गों के बीच सामान्यीकरण विशेषज्ञता को उसी तरह स्थापित करने का प्रयास करें जिस तरह से हम use cases के बीच सामान्यीकरण विशेषज्ञता स्थापित करने का प्रयास करते हैं और हम सिस्टम के संदर्भ में उन का निर्माण कर सकते हैं अभिनेताओं के बीच सामान्यीकरण बहुत समान है आपको यह पहचानने की आवश्यकता होगी कि अभिनेता किस मामले से जुड़े हैं अभिनेता किन मामलों से जुड़े हैं और यदि हम पाते हैं कि किसी अभिनेता के लिए USE CASE या कार्य कहते हैं कि कार्यकारी उन use cases से पूरी तरह से आच्छादित है जो कर्मचारी का नेतृत्व करते हैं मुख्य अभिनेता के पास है प्रदर्शन करने के लिए फिर वह कह सकता है कि नेतृत्व एक कार्यकारी है या नेतृत्व एक्ज़ेक्यूटिव की विशेषज्ञता है आप ध्यान दें जब भी हम इस सामान्यीकरण विशेषज्ञता संबंध को रखते हैं कि कुछ भी जो इस अभिनेता के use case से जुड़ा होगा यह अभिनेता उस प्रदर्शन को करने में सक्षम होगा तो आपको यदि अपवाद हैं तो यह होगा यह सामान्यीकरण काम नहीं करेगा इसलिए आपको ऐसा करने में सावधानी बरतनी होगी इसलिए इन सभी का उपयोग करते हुए अभिनेताओं की पहचान करने की इन सभी तकनीकों का संयोजन मामलों और संबंधों का उपयोग करें जो हम अंततः छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के लिए समेकित करते हैं इसलिए यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्ज़ेक्यूटिव नेतृत्व और मैनेजर के साथ एक्टर्स के साथ केस केस आरेख और हम देख सकते हैं कि उनके बीच एक सामान्यीकरण संबंध है और अन्य गैर मानवीय एक्टर्स भी हैं और इसके साथ ही अब सभी प्रमुख उपयोग के मामलों को रखा गया है उदाहरण के लिए एक कार्यकारी दैनिक उपस्थिति के लिए जाएगा छुट्टी के लिए अनुरोध कर सकता है यदि छुट्टी का अनुरोध किया जाता है तो अनुरोध USE CASE में वैध अवकाश शामिल होगा ताकि छुट्टी को मान्य किया जा सके कार्यकारिणी रद्द कर सकती है और छुट्टी आदि का लाभ उठा सकती है और निश्चित रूप से छुट्टी की सूची निर्यात करें अब क्या होता है जैसा कि हमने देखा है कि नेतृत्व एक्जीक्यूटिव की एक विशेषज्ञता है जिसका अर्थ है कि नेतृत्व दैनिक उपस्थिति प्रदान करने में सक्षम होगा अनुरोध अवकाश प्रदान करने में भी सक्षम होगा अवकाश और इतने पर भी रद्द करने में सक्षम होगा लेकिन हमें वास्तव में उन्हें आरेख पर चित्रित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चूंकि एक नेतृत्व एक कार्यकारी है नेतृत्व कार्यकारी के माध्यम से नेतृत्व सभी use cases से जुड़ा होगा जिसके लिए कार्यकारी जुड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं हम यहां केवल उन उपयोग मामलों को संबद्ध करने का प्रयास करते हैं जो नेतृत्व प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन जैसे अवकाश को छोड़ते हैं या अवकाश स्वीकृत करते हैं निश्चित रूप से बदले में कार्यकारी इस उपयोग के मामलों से जुड़े नहीं हो सकते इसलिए हमारे पास स्वीकृत अवकाश है और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि स्वीकृत अवकाश में कुछ विस्तार बिंदु थे इसलिए इसका विस्तार होता है और SLML के मामले में मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने की जरूरत है और माता पिता की छुट्टी की स्थिति और माता पिता के प्रमाण पत्र के लिए जाँच करें इसलिए इन सभी को एक साथ रखा जा रहा है और फिर अगर हम प्रबंधक को देखें तो हम पाते हैं कि प्रबंधक भी एक नेतृत्व है तो इसका मतलब है कि प्रबंधक वास्तव में सभी प्रदर्शन कर सकता है सभी use cases के साथ जुड़ा हो सकता है जैसे स्वीकृत अवकाश जैसे रिवोक अवकाश जैसे कि नेतृत्व क्या कर सकता है और चूंकि बदले में नेतृत्व अवकाश को रद्द करने के अनुरोध के साथ जुड़ा हुआ है और इतने पर प्रबंधक भी कर सकेंगे इसलिए प्रबंधक मूल रूप से इन उपयोग के मामलों से जुड़े होते हैं जो सीधे आरेख में कार्यपालिका को दो स्तरों से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है क्योंकि नेतृत्व एक कार्यकारी है नेतृत्व रिक्वेस्ट अवकाश के साथ जुड़ी हुई है और चूंकि मैनेजर एक नेतृत्व है जिसे वह बदले में प्राप्त करेगा अनुरोध के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन विशेष रूप से प्रबंधक भी समायोजन डेबिट अवकाश क्रेडिट अवकाश कर्मचारियों की गोलीबारी को किराए पर लेने आदि की संख्या के साथ जुड़े हो सकते हैं और न ही ऐसा न हो कि कार्यपालिका के साथ कोई नेतृत्व न हो तो ये प्रबंधक के साथ use cases के अनन्य संघ हैं स्वाभाविक रूप से प्रबंधक के पास प्रबंधकों के निर्यात को छोड़ने के लिए अलग अलग use case है नेतृत्व में इसके लिए अलग से उपयोग का मामला है और ये दोनों एक्सपोर्ट एक्जीक्यूटिव अवकाश के स्पेशलाइजेशन हैं क्योंकि एक्जीक्यूटिव नेतृत्व को उन रिपोर्टिंग कर्मचारियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है जहां नेतृत्व और मैनेजर मामलों को करने की जरूरत है इसलिए इस तरह के अलग अलग टुकड़े जो हम एक साथ कर रहे हैं लेकिन मैंने यहां उल्लेख किया है कृपया ध्यान दें कि सभी विवरणों में सभी विवरण इस आरेख में नहीं दिए गए हैं क्योंकि यह एक स्लाइड में बहुत clutter किया गया होगा बाद में हम LMS सिस्टम पर अन्य UMLआरेखों में use case के अधिक संपूर्ण समाधान को प्रकाशित करना चाहते हैं तो आप उस समय अधिक विस्तृत डिजाइन देख पाएंगे मतलब जब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप LMS विनिर्देश का अनुसरण करें और वर्कआउट करें उपयोग केस आरेख पूरी गहराई से ताकि आप वास्तव में सराहना कर सकें कि मॉडलिंग कैसे हो रही है और जब हम आखिरकार बाद में जब हमने समाधान प्रकाशित किया तो हम तुलना और जांच कर पाएंगे कि क्या आप ट्रैक पर हैं या आप अलग हैं इसलिए संक्षेप में इस मॉड्यूल में हमने देखा है कि use case आरेखों की सभी अलग अलग विशेषताओं को लेने की कोशिश की है और एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार की है विनिर्देश से उचित जानकारी निकालने के लिए और छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के मामले के लिए आरेखों को पॉप्युलेट करें जो आप अपने अभ्यास के लिए उपयोग करना चाहिए और हमने असाइनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रकाशित किया है जिस पर असाइनमेंट भी दिए गए हैं इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और UMLआरेख पर अभ्यास करना शुरू करना चाहिए